आज बलून देखेंगे यह बैलेंस से अनबैलेंस है तो बैलेंस का एक्रोनीम BAL लिया जाता है और अनबैलेंस का एक्रोनीम UN लिया जाता है जो आपको Balun देता है अब बलून की जरूरत क्यों इस बलून की क्या जरूरत है दरअसल एक बैलेंस एंटीना में आमतौर पर कम से कम एक सिमिट्री प्लेन होता है जो सिमेट्री स्ट्रक्चर होने के कारण ग्राउंड हो सकता है उदाहरण के लिए एक डाइपोल एंटीना में एक सिमेट्री प्लेन होता है आप यहां देख सकते हैं कि इसमें एक सिमेट्री प्लेन है जो एंटीना एक्सिस को फीडिंग पॉइंट पर क्रॉस करता है जिससे एंटीना को दो हाफ में विभाजित किया जाता है जिसे दो पोल कहा जाता है अगर दोनों पोल समान करंट डिस्ट्रीब्यूशन को मानते हैं तो रेडिएशन एफिशिएंसी अधिकतम होती है करंट को एक दिशा में जाना चाहिए और उसी करंट को दूसरे पर वापस लौटना चाहिए ऐन्टेना फीडिंग का लक्ष्य इस तरह होना चाहिए कि इन दोनों ध्रुवों का बिल्कुल समान करंट डिस्ट्रीब्यूशन हो जो ईवन सिमेट्री है अब यह किया जा सकता है कृपया उस दृश्य ग्राफ को देखें कि यदि हम सोर्स डालते हैं यदि हम सोर्स को यहां रखते हैं तो अब सोर्स आम तौर पर हम आइडियल बैलेंस सोर्स हैं बैलेंस सोर्स का मतलब है कि इसमें एक पॉजिटिव और साथ ही एक नेगेटिव पोलैरिटी है तो पॉजिटिव पोलैरिटी नेगेटिव पोलैरिटी के साथ बैलेंस सोर्स बैलेंस एंटीना में जुड़ा है कोई समस्या नहीं है और हम कह सकते हैं कि I1 I2 बराबर है जाहिर है आप इसे वास्तविकता में देखते हैं जिसे आप हमेशा कहते हैं कि यह I1 है और यह I2 है क्योंकि वास्तव में यह I1 और I2 कभी समान नहीं है क्योंकि यह जो भी करंट वापस आ रहा है क्योंकि वास्तव में डिस्प्लेसमेंट करंट की वजह से यहां करंट वापस आ रहा है लेकिन इन दोनों पोलो दोनों ध्रुवों से उन्हें कुछ नॉइस आदि भी मिल रहे हैं इसलिए इसे कॉमन मोड करंट कहा जाता है लेकिन रेडिएशन के लिए मुझे एक डिफरेंशियल मोड करंट की आवश्यकता है जैसे यह एक करंट यहां जा रहा है पर यह करंट इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच 180 डिग्री का फेस डिफरेंस है तोदोनों करंट के बीच फेस डिफरेंस यह वांछनीय है हम यहां मान रहे हैं कि नॉइस नहीं है इसलिए अगर हम इस बैलेंस सोर्स को बना सकते हैं तो यह I1 और I2 है और एंटीना डिजाइनर खुश है अगला एक है लेकिन यह पहले से प्रैक्टिकल नहीं है क्योंकि मैं सोर्स को एंटीना के सेंटर में नहीं रख सकता हूं मूल रूप से सोर्स दूरी पर है इसलिए यह करने के लिए कि एक ट्रांसमिशन माध्यम या ट्रांसमिशन लाइन है और अगर हमारे पास दो तार हैं तो मेरे पास एक सोर्स फिर से बैलेंस सोर्स है मेरे पास दो वायर हैं और एक वायर ऊपरी हब से जुड़ा है दूसरा तार यहाँ है यह एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए एक बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है एक बैलेंस ट्रांसमिशन लाइन है क्योंकि यहां करंट एक दिशा में जा रहा है वही करंट दूसरी दिशा में लौट रहा है तो यह फिर से यहाँ है क्योंकि यह एक डिस्ट्रीब्यूट ट्रांसमिशन लाइन है यहाँ एक आगे जाने वाली करंट और पीछे की ओर जाने वाली करंट है लेकिन यह वही I1 और I2 दे रहा है जाहिर है बिना नाइस के तो फिर से एंटीना डिजाइनर खुश है लेकिन यहां लो फ्रिकवेंसी इसके लिए सच है हाई फ्रिकवेंसी पर अगर हम ऐसा करेंगे तो क्या होगा यह एंटीना इस ट्रांसमिशन लाइन को यहां तक ले जाने में सक्षम नहीं होगा क्योंकि यह रेडिएशन करना शुरू कर देगा इसलिए हम एंटीना को ढालते हैं और सबसे अच्छा संभव ढाल है कि हम इसे एक कोएक्सियल चीज़ दें इसका मतलब है कि दो कंडक्टर एक अंदर हैं दूसरा बाहर है अब हम उन्हें किस चीज़ से जोड़ते हैं आप समझ सकते हैं जाहिर है आप देखते हैं कि यह ट्रांसमिशन लाइन से रेडिएशन रोकने के लिए है हम क्या करते हैं एक बाहरी ढाल है और वह बाहरी ढाल निचले आधे हिस्से से जुड़ी हुई है और इनर कंडक्टर जो सीधे कंडक्टर को बाहर निकालता है उसे यहां रखा गया है यहाँ आप समस्या देख रहे हैं कि यह लोअर हाफ है वास्तव में यह आप किसी भी आधे को इस तरह से जोड़ सकते हैं यह लोअर हाफ आउटर कंडक्टर की ढाल से जुड़ा हुआ है तो आउटर कंडक्टर के लिए यह लूजली कपल्ड है इसका मतलब है उस ढाल के माध्यम से यह कपल्ड हो रहा है लेकिन यह सीधे कपल्ड है आप कह सकते हैं कि हम इसे ढाल से क्यों जोड़ रहे हैं हम सीधे कंडक्टर से कनेक्ट कर सकते हैं यदि हम ऐसा करते हैं तो वास्तव में हम ईनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर को शार्ट सर्किट कर रहे हैं इसका मतलब है की डिफरेंशियल मोड में कोई करंट नहीं होगा करंट जीरो होगा इसलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं और हम इसे इस तरह से करते हैं लेकिन इसका मतलब यह है कि यहां एक्सटर्नल रजिस्टेंस है इसे लूज कपलिंग के कारण देखा जाता है कि यहां आउटर कंडक्टर के शील्ड और ग्राउंड के बीच में कुछ इंपेडेंस होगा और उससे कुछ करंट प्रवाह होगी यह इस I1 और I2 को अनबैलेंस कर देगा क्योंकि वे अब एक साथ नहीं होंगे इस प्रकार आप देख सकते हैं कि ये समान हैं लेकिन आउटर की वजह से यहां एक दूसरा करंट कंपोनेंट होगा तो हाई फ्रिकवेंसी पर सभी समस्याओं का सोर्स है क्योंकि हाई फ्रिकवेंसी ढाल थी इसलिए हमें हाई फ्रिकवेंसी पर एक कोएक्स टाइप की चीज की आवश्यकता होती है और यहां इस बात को जन्म देती है यहां तक कि हाई फ्रीक्वेंसी पर कोएक्स की बजाय अगर हम वेवगाइड का उपयोग करते हैं जो एक सिंगल कंडक्टर है तो वह भी कुछ इस तरह से सफर होगा तो आप देखते हैं कि कंडक्टर के बाहरी भाग पर इन सभी का नेट इफेक्ट I3 का प्रवाह है यहां आप समझ सकते हैं कि I1 एक जाने वाली करंट है I2 आने वाली करंट है लेकिन जब यह जुड़ा रहा हो तो एक एक्स्ट्रा इम्पीडेंस Zg है जो अवांछित है और यह इस I3 को दे रहा है तो उस लोड पर जो एक फ्री स्पेस लोड है ऐसा लगता है एक तरफ I1 दूसरी तरफ I2 I3 करंट है अगर हम I1 और I2 बनाते हैं तो भी वे एक साथ नहीं होंगे तो हमारा काम इस I3 को चोक करना है वास्तव में एक बलून का काम इस I3 को चोक करना है जो यह करेगा इसे करने के एक तरीके को बलून कहते हैं यह बाज़ूका बलून है यह बहुत लोकप्रिय है आप क्या करते हैं कि जो कुछ आप पहले से कर रहे हैं उसके अलावा आप एक और मेटल स्लीव इस आउटर मेटल स्लीव को डालते हैं जो आप देखते हैं सब कुछ पिछले की तरह है जो आपके पास एक मेटल स्लीव है और उस धातु की आस्तीन को आउटर कंडक्टर को समेटने के लिए छोटा किया गया है और क्या इस मेटल स्लीव की लंबाई लैम्ब्डा बाय 4 है इसलिए इसका मतलब है कि यह यहां छोटा है तो इस बिंदु पर यह एक अनंत है यह एक खुला सर्किट है तो यह एक इनफिनिट इम्पीडेन्स है इसका मतलब है यह Zg यह दे रहा है कि अनंत है तो यह I3 को बहुत छोटा कर देगा और इस I1 और I2 को संतुलित करने की कोशिश करेगा क्योंकि I3 कम होता जा रहा है यह बाज़ूका बलून है अब एक और संभावना है कि उस मेटल स्लीव को रखने के बजाय आप एक लैम्ब्डा बाय 4 की ट्रांसमिशन लाइन यहां से डाल सकते हैं यहां आप पहले की तरह छोटा कर रहे हैं यहां आप जो कर रहे हैं वह यह है कि यह आप कर रहे हैं पिछले मामले में यह कहीं भी नहीं डाला गया था जिसे आप इसे डाल रहे हैं वह एक या इनर कंडक्टर को जोड़ने वाला है इसलिए यहां जो कुछ भी आप कर रहे हैं वह यहां देख रहा है यहां इसे छोटा किया गया है यह खुला है इसका मतलब है पहले से ही आउटर कंडक्टर और ईनर कंडक्टर के करंट 180 डिग्री से आउट ऑफ फेस हैं आप इसे लैम्ब्डा बाय 4 के कारण ही आउट ऑफ वेस्ट फेस दे रहे हैं इसलिए जो I3 करंट I3 बह रही है यह बनाता है I1 में अपोजिट करंट बह रही है और I3 में समान करंट प्रवाहित नहीं होती है इसलिए फिर से हम दो बलून बना रहे हैं इसे लैम्ब्डा बाय 4 कोएक्सियल बलून कहा जाता है अब यहां आप कह सकते हैं कि वास्तव में इस लैम्ब्डा बाय 4 से क्यों चुना गया वास्तव में इस रेखा की किसी भी लंबाई ने उद्देश्य को पूरा किया होगा लेकिन यदि हम लैम्ब्डा बाय 4 नहीं लेते हैं तो एंटीना ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि एंटीना ऑपरेशन का संबंध है कि दोनों करंट 180 डिग्री के आउट ऑफ़ फेज से हैं अब केवल लैम्ब्डा बाय 4 बना सकते हैं किसी भी अन्य मामले में दो करंट एक दूसरे को बैलेंस करेंगी लेकिन ऑपरेशन नहीं होगा इसका मतलब है इनर कंडक्टर और आउटर कंडक्टर आउट ऑफ फेज नहीं होंगी और यह तीसरा कॉन्फ़िगरेशन है तो यह एक आउटर कंडक्टर है यह मुझे लगता है कि यह अब है तो बलून तो यह वास्तव में क्या काम है अब बैलेंस को अन बैलेंस करने से अन बैलेंस आता है क्योंकि हाँ जो मैंने पहले ही कहा है लेकिन करंट प्रवाह विपरीत दिशा में है तो आपको समानांतर ऑग्ज़ीलियरी लाइन मिलती है इसलिए मुझे लगता है कि मैंने बलून में कहा है इसलिए यह आप विशिष्ट रूप से हम किसी भी VHF विशेष रूप से हमारे टीवी बक्से आदि में देखेंगे उनके पास यह बलून है वास्तव में बिना बलून के आपको एक अच्छा रिसेप्शन नहीं देता है क्योंकि एफिशिएंसी खराब है क्योंकि यदि दो चीजें डिफरेंशियल मोड में दो करंट बराबर नहीं है तो वास्तव में ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत नॉइस हैं क्योंकि नॉइस का भी एक प्रभाव है कि यह समान बनाता है लेकिन एक कॉमन मोड करंट है इसलिए वास्तव में बलून के बिना यह कॉमन मोड करंट बढ़ता है इसलिए बलून का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है और यदि आप बलून डालते हैं तो आप देखेंगे कि ऐन्टेना रेडिएट कर सकता है आप काफी कुशलता से रिसीव कर सकता है आप बैलून को हटाते हैं तो यह एंटीना नहीं होगा और इसकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाएगी और आप देख सकते हैं कि बस बलून को हटा दें और किसी भी टीवी में रिसेप्शन की क्वालिटी खराब होगी क्योंकि वास्तव में बलून अपनी डिफरेंशियल मोड करैक्टरस्टिक को सुधारता है यह कुछ ऐसा है जिसे हम CMRR एक ऑपरेटिंग चीज से कहते हैं या आप EMIEMC लोग देखेंगे ऐसे जिनके पास एक से अधिक ट्रांसमिशन लाइन हैं तो यदि आप कॉमन मोड करंट सप्रेस नहीं करते हैं तो आपको बहुत अधिक नॉइस मिलेगा या अन्य इंटरफ्रेंस इसलिए इस इंटरफ्रेंस को कम करने के लिए इस बलून का उपयोग किया जाता है और यह हाई फ्रिकवेंसी की समस्या है क्योंकि हम कोएक्सियल लाइन का उपयोग कर रहे हैं तो आम तौर पर VHF में और हां भी UHF VHF यह समस्या VHF UHF टीवी ट्रांसमिशन यह समस्या है क्योंकि कोएक्सियल एक माध्यम है लेकिन आपके पास वहां एक डाइपोल है हम बाद में देखेंगे कि वास्तव में टीवी एंटीना एक कॉमन मोड करंट और डिफरेंशियल मोड था इस करंट अवधारणा को चतुराई से एक वास्तविक टीवी एंटेना इस VHF टीवी एंटेना को डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल किया गया था जिसे फोल्डेड डिपोल अरे कहा जाता है क्योंकि आप देखते है की अभी भी यह एक समस्या में से है कि डाइपोल में 73 ohm का रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है जबकि फ्री स्पेस में 377 ohm का रेडिएशन रेजिस्टेंस होता है इसलिए अगर डाइपोल का उपयोग सीधे रिसीव करने के लिए किया जाता है तो बहुत अधिक रिफ्लेक्शन होगा क्योंकि यह एक बहुत बड़ा मिसमैच है तो क्या हमारे पास एक डाइपोल हो सकता है लेकिन यह 377 ohm या 400 ohm रेडिएशन रेजिस्टेंस के रूप में व्यवहार करेगा वास्तव में डिफरेंशियल मोड और एंटीना मोड के कांसेप्ट को समझने के यह समस्या हल हो जाएगी लेकिन यह बाद के व्याख्यान के लिए है धन्यवाद